इस विशेष व्याख्यान में हम डेटा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तोसमग्र रूप से डेटा प्रबंधन क्या है केवल IIoT और उद्योग 40 के संदर्भ में ही नहीं इसलिए समग्र रूप से डेटा प्रबंधन क्या है पहले हम समझने जा रहे हैं और उसके बाद हम समझेंगे Hadoop के साथ डेटा प्रबंधन किस प्रकार से होता है इसलिए मूल रूप से इस विशेष मॉड्यूल में जैसा कि आपने देखा है कि विभिन्न तकनीकों की मदद से एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें मशीन लर्निंग आदि सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकें हैं और हमने मशीन लर्निंग एआई आदि को भी समझा है तो इससे पहले की आप यह सब एनालिटिक्स करें आप इस डेटा को कैसे प्रबंधित करते हैं इसलिए समग्र रूप से डेटा प्रबंधन क्या है यह हम समझने जा रहे हैं और IIoT के संदर्भ में डेटा प्रबंधन जो हम आगे समझने वाले है और उसके बाद हम समझेंगे कि डेटा प्रबंधन क्या है Hadoop के संदर्भ में इस पर हम बाद में ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए डेटा प्रबंधन मूल रूप से जब हम बात कर रहे हैं जैसा कि नाम से पता चलता है और शब्द का सुझाव है अलग अलग विशेषताओं पर केंद्रित है जैसे डेटा संग्रहीत करना डेटा संग्रह करना फिर डेटा के उपयोग के बाद उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं हैउसका निपटारण करना डेटा को सुरक्षित करना प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकताओं के अंत में सुरक्षित तरीके से डेटा को सुरक्षित रखना आदि ये डेटा प्रबंधन की कुछ अलग आवश्यकताएं हैं यह मूल रूप से इन सभी उपरोक्त चीजों को करने के लिए नीतियों की प्रक्रियाओं का विकास भी शामिल है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक या गैर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा संग्रहीत कर रहे हैं इसलिए ये डेटा प्रबंधन के ये विभिन्न पहलू हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यह कुछ ऐसा है जो सामान्य रूप से डेटा प्रबंधन है और जरूरी नहीं कि Hadoop के साथ IIoT या डेटा प्रबंधन के संदर्भ में हो उनके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन यह डेटा प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोण है डेटा प्रबंधन की विभिन्न विशेषताओं आदि इसलिए हाल के वर्षों में जैसा कि हमने पहले देखा है कि हमारे पास एक व्याख्यान था जो पूरी तरह से बिग डेटा के लिए समर्पित था इसलिए हम समझ गए हैं कि बिग डेटा क्या है लेकिन हमने जो समझा है वह यह भी है कि वर्तमान में बिग डेटा एक महत्वपूर्ण तकनीक है क्योंकि बिग डेटा है अधिकांश डेटा जिसे हम वर्तमान में विशेष रूप से औद्योगिक संदर्भ में विशेष रूप से IIoT और IoT संदर्भों में जिस डेटा से हम निपटते हैं उसकी प्रकृति आमतौर पर असंरचित है और वाह बिग डेटा की विशेषताओं के साथ है इसलिए यदि आपको याद है कि बिग डेटा पर व्याख्यान में बिगडेटा के संदर्भ में हमने पहले बिग डेटा की विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी तो हमने 3 V से शुरू होने वाले बिग डेटा की परिभाषा के बारे में 5 Vs के माध्यम से 7 V के माध्यम से चर्चा की उच्च मात्रा में डेटा उच्च वेग में आना उच्च विविधता परिवर्तनशीलता वेग आदि कई अलग अलग विशेषताएं है जिसे बिग डेटा को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता है और बिग डेटा आमतौर पर असंरचित डेटा होता है तो आप इन सभी असंरचित डेटा से कैसे निपटते हैं यह बिग डाटा डेटा चिंताएं हैं तो इस तरह के डेटा का प्रबंधन करना इस विशेष व्याख्यान में इस तरह के डेटा को प्रबंधित करने के लिए Hadoop के उपयोग का अवलोकन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं बेशक आपको इस क्लाउड को सक्षम करने और क्लाउड सक्षम करने की आवश्यकता है जिसे हमने पहले ही चर्चा की है और हम डेटा सेंटर डेटा सेंटर नेटवर्क आदि के बारे में अन्य व्याख्यान में भी बात करने जा रहे हैं इसलिए समग्र रूप से यह है कि आप डेटा को कैसे प्रबंधित करने जा रहे हैं और इसके बाद डेटा का उपयोग विश्लेषण प्रसंस्करण विश्लेषण और इस डेटा से बाहर निकलने वाली बुद्धिमत्ता या अर्थ के लिए किस प्रकार करेंगे इसलिए आम तौर पर औद्योगिक मशीनरी में बड़ी संख्या में विभिन्न सेंसर एक्ट्यूएटर और इतने सारे अलग अलग IoT डिवाइस होते हैं इन IIoTs सेटिंग्स में से अधिकांश में आपके पास विभिन्न सेंसरों एक्ट्यूएटर्स आदि वाली मशीनरी है जो बिग डेटा विशेषताओं वाले बहुत ज्यादा डाटा उत्पन्न करती है तो इस तरह के डेटा से पर्याप्त रूप से निपटा जाना होगा इसलिए क्लाउड आपकी सहायता करेगा अलग अलग मॉडल जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस प्लेटफॉर्म एस ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस जो हमारे पास हैं जिनके बारे में क्लाउड कंप्यूटिंग व्याख्यान में पहले समझ चुके हैं इन सभी अलग अलग क्लाउड मॉडल और आर्किटेक्चर की मदद से क्लाउड आपको ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस की पेशकश करने में मदद करेगा कम्प्यूटेशन की ऑन डिमांड सेवा अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी व्यापक नेटवर्क पहुंच संसाधन पूलिंग तेजी से लोच मापी जाने वाली सेवा क्लाउड एक मापित सेवा है इसलिए अभिकलन संसाधनों के उपयोग की इकाइयों के आधार पर सबसे पहले एक उपयोग की यूनिट्स को मापने में सक्षम होगा और फिर उसी के अनुसार एक निर्मित किया जाएगा इसलिए मापी जाने वाली सेवा की यूनिट्स के आधार पर बिलिंग होने वाली है तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की इन विभिन्न विशेषताओं में से कुछ हैं जो इसे डेटा प्रबंधन के संदर्भ में लोकप्रिय बनाता है इसलिए क्लाउड मॉडल इन सभी क्लाउड मॉडल IaaS PaaS SaaS के साथ साथ यह अलग अलग विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी गहराई से या क्लाउड कंप्यूटिंग व्याख्यान पर चर्चा की है इसलिए हम इसे डेटा प्रबंधन के लिए उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए एक पुनरावृत्ति के रूप में IoT बिग डेटा के संदर्भ में डेटा के उपयोग या प्रबंधन का वर्णन करता है जो दिन प्रतिदिन भौतिक वस्तुओं का उपयोग दिन प्रतिदिन सेवा के लिए किया जा रहा है गतिविधियाँ वगैरह जो आम तौर पर इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं और इस उपकरण में IoT डिवाइस सेंसर आदि होते हैं जिनकी अपनी आजअलग पहचान होती है और जो इन विभिन्न प्रकार के डेटा को बहुत अधिक उत्पन्न करते हैं ये सेंसर इस विभिन्न मशीनरी औद्योगिक मशीनरी उपकरणों आदि मैं फिट होते हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन सभी में से प्रत्येक मूल रूप से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है बहुत सारे डेटा का सृजन करता है आप इस डेटा को कैसे संभालते हैं IoT डेटा IIoT डेटा आप इसे कैसे संभालते हैं हम इस बारे में बात कर रहे हैं IIoT डेटा प्रबंधन के संदर्भ में तो डेटा सेंटर के बारे में हम अलग व्याख्यान में बात करेंगे लेकिन डेटा केंद्रों में इस तरह के बिग डेटा को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है IIoT डेटा IoT डेटा में अलग अलग विशेषताएं हैं जो हमने बात की थीं जैसे डेटा के भंडारण डेटा के प्रबंधन डेटा के संगठन अनुमान लगाने और आवश्यक प्रसंस्करण क्षमता प्रदान करने के संबंध में इसे ठीक से संभालना होगा इसलिए डेटा सेंटर इन सभी चीजों में उपयोगी होते हैं जिन्हें आप अपने सामने सूचीबद्ध देख रहे हैं डेटा के भंडारण प्रबंधन संगठन का आकलन करते हैं और आवश्यक प्रसंस्करण क्षमता प्रदान करते हैं पर्याप्त नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करते हैं प्रभावी ढंग से ऊर्जा की खपत का प्रबंधन करते हैं बैकअप रखने के लिए डेटा को दोहराते हैं इस तरह के डेटा से डेटा उन्मुख सामरिक समाधान विकसित करना बिग डेटा व्यवसाय को मौजूदा डेटा का विश्लेषण करने और व्यावसायिक कार्यों में समस्याओं की खोज करने में मदद करता है ये कुछ डेटा हैंडलिंग पहलू हैं जो IIoT और डेटा केंद्रों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम एक और व्याख्यान में बात करने जा रहे हैं इन डेटा हैंडलिंग और डेटा प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए बहुत मदद करने वाले हैं IIoT का संदर्भ इसलिए यह डेटा प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया है जो डेटा की पैदावार से शुरू होती है फिर डेटा का अधिग्रहण इसका मतलब है डेटा प्राप्त करना डेटा को संग्रहीत करना और उसके बाद डेटा का विश्लेषण करना इसलिए डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में इन 4 चरणों में से प्रत्येक के लिए संबंधित विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है केवल एक चीज जिसे मैं हाइलाइट करना चाहता हूं वह नंबर 1 स्टोरेज है यहां पर स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण है भंडारण के लिए आप क्लाउड का उपयोग करने जा रहे हैं लेकिन केवल क्लाउड ही नहीं बल्कि हम Hadoop का उपयोग करने जा रहे हैं जो MapReduce इत्यादि के साथ सक्षम हैं जो NoSQL क्वेरी आदि प्रदर्शन करने में भी मदद करने वाले हैं तो NoSQL मूल रूप से डेटाबेस को क्वेरी कर रहा हैयह एक क्वेरी लैंग्वेज है जो आपको उन डेटाबेस को क्वेरी करने में मदद कर सकती है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं इसलिए यदि आपके पास पारंपरिक तालिका में पारंपरिक रूप से संग्रहीत डेटा संरचित है तो आप उन तालिकाओं को क्वेरी करने के लिए अपनी SQL भाषा का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास उस रूप में डेटा नहीं है जिसे तालिकाओं के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है तो NoSQL से मदद मिलेगी इसलिए NoSQL बिग डेटा के लिए उपयोगी है असंरचित बिग डेटा के लिए उपयोगी है और NoSQL Hadoop MapReduce आदि के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो यह मूल रूप से आपके स्टोरेज और क्वेरीज़ वगैरह हैं और दूसरी चीज़ जो आप इस विशेष स्लाइड में हाइलाइट करना पसंद करते हैं वह मूल रूप से विश्लेषण है विश्लेषण के लिए आपके पास इन सभी कम्प्यूटेशनल तकनीकों की बड़ी संख्या है जिनमें ब्लूम फ़िल्टर का उपयोग शामिल है समानांतर कंप्यूटिंग तकनीक हैशिंग इंडेक्सिंग मशीन लर्निंग क्लस्टरिंग न्यूरल नेटवर्क एसवीएम का वर्गीकरण में उपयोग इस विश्लेषण के लिए विभिन्न तरीकों से मदद कर सकता है तो यह डेटा की उत्पत्ति से शुरू होता है डेटा के अधिग्रहण उसके बाद डेटा के भंडारण और अंत में डेटा के विश्लेषण होता है इसलिए विभिन्न स्रोतों से डेटा उत्पन्न किया जा सकता है उद्यम डेटा हो सकता है जो ट्रेडों के बारे में बात करता है ट्रेडिंग डेटा विभिन्न प्रणालियों से अलग अलग मशीनरी से आने वाले डेटा सिस्टम के विभिन्न भागों बिक्री डेटा वित्तीय डेटा उत्पादकता डेटा इन्वेंट्री डेटा एंटरप्राइज़ डेटा के सभी प्रकार IoT डेटा जिसका अर्थ है इन विभिन्न उद्योग निर्माण उद्योग परिवहन कृषि आदि में ये सभी मशीनरी जो सेंसरों और IoT डिवाइस हैं जिनमें यह फिट किए जाते हैं मूल रूप से बहुत अधिक डेटा उत्पन्न करते हैं उस IoT डेटा में हम बात कर रहे हैं उद्योगों का संदर्भ तो फिर मेडिकल क्लीनिक मेडिकल RD से उत्पन्न जैव चिकित्सा डेटा विभिन्न जैव प्रौद्योगिकीय विभिन्न जैव तकनीकी तरीकों जैसे कि जीन अनुक्रमण आदि के माध्यम से उत्पन्न होते हैं इसलिए ये सभी इस बिग डेटा के लिए डेटा स्रोत हैं अन्य क्षेत्र भी बहुत सारे डेटा उत्पन्न करते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र खगोलीय उपकरण जैसे बड़ी दूरबीनें जो आकाश में लगातार 24x7 देखते हैं इसलिए उन कम्प्यूटेशनल जैविक क्षेत्रों में भी इस तरह के बहुत सारे डेटा उत्पन्न होते हैं जो कि असंरचित होते हैं और इस डेटा की बड़ी विशेषताएं होती हैं और इसी तरह ये वे डेटा होते हैं जिन्हें हमें प्रबंधित करना होता है डेटा को लॉग करने के लिए कलेक्शन के संदर्भ में डेटा का अधिग्रहण और इस डेटा स्रोतों से उत्पन्न डेटा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करना आप मूल रूप से इस डेटा को कैसे एकत्रित और लॉग करते हैं यह महत्वपूर्ण है संवेदी डेटा जैसे ध्वनि तरंग आवाज कंपन ऑटोमोबाइल रसायन करंट मौसम दबाव तापमान आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के संवेदी डेटा हैं जिन्हें प्राप्त करना होगा और विभिन्न मोबाइल उपकरणों जैसे कि भौगोलिक स्थान 2 डी बारकोडिंग चित्र वीडियो आदि के उपयोग के माध्यम से जटिल और विविध डेटा संग्रह संभव है सिस्टम और नेटवर्क के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन और हम एक अन्य व्याख्यान में देखेंगे कि कैसे डेटा को अलग अलग इंटरकनेक्टेड डेटा केंद्रों और नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा सकता है जिसमें अंतर डाटासेंटर डेटा ट्रैफ़िकभी होगा इसलिए डेटा सेंटर नेटवर्क के भीतर और बाहर डेटा का संचरण बहुत महत्वपूर्ण है डेटा की पूर्व प्रसंस्करण शोर अतिरेक को दूर करके डेटा को एकत्रित करना जो मौजूदा विसंगतियां हो सकती हैं उनका पता लगाना ये इन पूर्व प्रसंस्करण कार्यों में से कुछ हैं जो प्रासंगिक हैं डेटा को पूर्व संसाधित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें एकीकरण सफाई और अतिरेक शमन की सेवा हो सकती है एकीकरण विभिन्न स्रोतों से डेटा के संयोजन और डेटा के एकीकृत दृश्य के साथ उपयोगकर्ताओं को प्रदान करने के बारे में बात करता है भले ही डेटा की उत्पत्ति होकर विभिन्न चैनलों से आ रही हो यह सभी अपूर्णता अशुद्धियों को दूर करने के लिए डेटा की सफाई गलतियाँ या कोई अनुचित डेटा है तो उस डेटा को संशोधित करने या उस डेटा को हटाने के लिए हो सकता है और इस सीमित संसाधन निरंतर नेटवर्क में डेटा के अनावश्यक संचरण से बचने के लिए डेटा को हटाने फ़िल्टरिंग पहचान के माध्यम से पुनरावृत्ति अतिरेक को कम करना भी डेटा प्री प्रोसेसिंग में किया जाता है विभिन्न डेटाबेसों में डेटा संग्रहीत करना पारंपरिक या गैर पारंपरिक डेटाबेस जैसे कि NoSQL डेटाबेस जो मैंने पहले उल्लेख किया है बहुत महत्वपूर्ण है NoSQL डेटाबेस अलग अलग चीज़ों का समर्थन करेगा जैसे कि वैल्यू डेटाबेस और इन अलग अलग डेटाबेस में डेटा को हैंडल करने संबंधित तकनीक डेटा प्रबंधन के संदर्भ में चिंता का विषय है

एक और उदाहरण है ये डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फाइल सिस्टम के अलग अलग उदाहरण हैं तो औद्योगिक डेटा है जो IIoT औद्योगिक डेटा प्रबंधन में इन सभी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके इस तरह के डेटा को प्रबंधित करता है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है मूल रूप से औद्योगिक डेटा प्रबंधन में विभिन्न प्रसंस्करण संयंत्र विनिर्माण संयंत्रों से उत्पन्न डेटा को शामिल किया जाएगा और प्रबंधन पूरे मूल्य श्रृंखला में किया जाता है तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए औद्योगिक डेटा को ठीक से संभालना होगा और यह मूल्य श्रृंखला विचार बहुत महत्वपूर्ण है औद्योगिक डेटा परिदृश्यों में डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए बाद में बुद्धिमत्ता जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा की उपलब्धता होनी चाहिए क्योंकि अगर लगातार आने वाले डेटा को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह व्यर्थ है किसी भी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना व्यर्थ है यदि डेटा ठीक से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हो तो आप उस पर कोई बुद्धिमत्ता कार्रवाई नहीं कर सकते तो मूल रूप से डेटा की उच्च उपलब्धता उचित निर्णय लेने में आवश्यकता अनुसार सक्षम बनाने में मदद मिलेगी औद्योगिक डेटा प्रबंधन के फायदे यह हैं कि एक विशेष विनिर्माण संयंत्र का उत्पादन डेटा इस तरह की गतिविधियों जैसे कि कच्चे माल की खपत और उत्पादन विनिर्देशों ऊर्जा की खपत संयंत्र उपयोग नैदानिक जानकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है इसलिए औद्योगिक प्रबंधन के लिए हमें एक स्वचालित प्रक्रिया लागू करनी होगी जो इन सभी डेटा प्रबंधन गतिविधियों को स्वायत्तता से करेगी तो आइए अब हम इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण लें कि IIoT परिदृश्यों में डेटा प्रबंधन के लिए Hadoop का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो Hadoop क्या है Hadoop मूल रूप से Apache का एक बहुत लोकप्रिय तकनीक है जो बड़े डेटासेट के वितरण के लिए एक सॉफ्टवेयर ढांचा देता है जो आपके बड़े डेटासेट को वितरित करता है कंप्यूटर के एक समूह में उन डेटा सेटों का प्रसंस्करण होता है जो Hadoop मूल रूप से आपके लिए रूपरेखा प्रदान करता है तो GFS और MapReduce और MapReduce और HDFS घटकों के लिए खुला स्रोत कार्यान्वयन ये सभी Hadoop के विभिन्न पहलू हैं इसलिए Hadoop के विभिन्न खंड हैं तो नंबर एक है हडोप कॉमन जो कि मूल रूप से एक सामान्य घटक है यह एक मॉड्यूल है जिसमें उपयोगिताएं शामिल हैं जो कि अन्य हडूप घटकों का समर्थन करेगा जैसे कि मैं आगे उल्लेख करने जा रहा हूं तो यह मूल रूप से एक सामान्य मॉड्यूल है जो अन्य मॉड्यूल को कनेक्टेड फैशन में एक साथ काम करने में मदद करेगा HDFS Hadoop में केंद्रीय चीज़ है HDFS Hadoop वितरित फ़ाइल सिस्टम Hadoop का मूल है यह सिस्टम में विभिन्न नोड्स में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज और एक्सेस प्रदान करता है नोड्स के बीच रैपिड डेटा ट्रांसफर Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS और दोष सहिष्णु सत्र विशेषता HDFS आर्किटेक्चर में अंतर्निहित है यह HDFS वास्तुकला जैसा कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसमें मूल रूप से अलग अलग परतें हैं और इनमें से एक परत में मूल रूप से आपके पास कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें वास्तव में डेटा होता है तो HDFS में जो होता है वह यह है कि ब्लॉक दोहराया जाता है तो मूल रूप से अलग अलग डेटा नोड्स जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस डेटा नोड्स में मूल रूप से अलग अलग ब्लॉक होते हैं और इनमें से प्रत्येक ब्लॉक को कई डेटा नोड्स में दोहराया जाता है तो यह मूल रूप से दोष सहिष्णुता सुनिश्चित करता है अगर इन विभिन्न ब्लॉकों में से किसी एक के साथ कुछ गलत होता है तो दूसरे डेटा नोड्स में इन विभिन्न ब्लॉकों की प्रतिकृतियां होती हैं तो Hadoop इनपुट के अन्य बिल्डिंग ब्लॉक्स MapReduce है जो समानांतर में बड़ी संख्या में डेटाबेस को संसाधित करने के लिए एक रूपरेखा की तरह है यह एक MapReduce है MapReduce भी Hadoop के लिए मुख्य है MapReduce एल्गोरिदम जो विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम की एक बड़ी संख्या है और यह सिर्फ एक दर्शन है यह एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग Hadoop मूल रूप से करता है तो YARN मूल रूप से अगला चरण है MapReduce है जो विभिन्न कंप्यूटरों के Hadoop क्लस्टर पर चल रहे विभिन्न अनुप्रयोगों में CPU मेमोरी स्टोरेज को असाइन करता है

नेमनोड में किया जा रहा है यह एक केंद्रीकृत नोड है और फिर आपके पास उदाहरण के लिए यह अलग अलग कार्य ट्रैकर्स हैं जिन्हें मूल रूप से डेटा नोड्स में निष्पादित किया जाता है तो यह नेमनोड में दोहराया जाता है और इसी तरह से HDFS वास्तुकला होती है मूल रूप से एक केंद्रीयकृत इकाई है जो फ़ाइल सिस्टम के बारे में मेटाडेटा को संग्रहीत करती है यह डेटा नोड्स को ब्लॉक और इसके विपरीत मैप करने के लिए दो मेमोरी टेबल में रखता है तो नेमनोड डेटा नोड्स से जुड़ा हुआ है जो वास्तव में वास्तविक डेटा का भंडारण करता है तो यह डेटा नोड्स भी एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं वे असंतुलन कर सकते हैं वे डेटा को इस Datanode परत में दोहरा सकते हैं और वे समय समय पर ब्लॉक जानकारी के साथ नेमनोड को अपडेट करते हैं इस प्रकार नेमनोड के पास एक उचित मेटाडेटा और अपडेटड मेटाडेटा है इसलिए डेटा नोड्स को अपडेट करने से पहले सत्यापित करना होगा कि इन डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चेकसम लगाना होगा पर चल रहे हैं और टास्क ट्रैकर्स डेटा नोड में कार्य कर रहे हैं ये नेमनोड ये जॉब ट्रैकर उपयोगकर्ता से कार्य प्राप्त करेंगे यह तय करेंगे कि मानचित्रण की अवधारणा का उपयोग करके कितने कार्य चलेंगे और कितने कार्य और कौन से कार्य चलने वाले हैं इसकी मैपिंग होगी और इन विभिन्न कार्यों में से प्रत्येक हो कहां चलना है यह तय करेगा दूसरी तरफ टास्क ट्रैकर में इनमें से प्रत्येक डेटा नोड पर चलेगा इसलिए यह एक डेटा नोड है यह एक और डेटा नोड है तो यह कार्य ट्रैकर्स उन पर चल रहे हैं जो कार्य प्राप्त करने वाले डेटा को मूल रूप से जॉब ट्रैकर से प्राप्त करते हैं तो यह कार्य यहां पर किए जा रहे हैं इन डेटा नोड्स मेंइस कार्य को पुनर्प्राप्त किया जा रहा है जो जॉब ट्रैकर से प्राप्त होने वाले हैं और ये हमेशा जॉब ट्रैकर के साथ संचार में रहने वाले हैंकार्य ट्रैकर जॉब ट्रैकर के साथ संचार में रहेगा और ये हमेशा जॉब ट्रैकर को प्रगति की रिपोर्ट भेजता रहेगा तो मूल रूप से यह एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है जहां मूल रूप से मास्टर कार्य करेगा जैसे खोलना बंद करना फ़ाइलों और डिक्शनरी का नाम बदलना और ब्लॉकों को डेटा नोड्स के मानचित्रण को निर्धारित करना स्लेव्स वह है जो जो पढ़ते हैं फाइल सिस्टम क्लाइंट से अनुरोध लिखते हैं और ब्लॉक निर्माण विलोपन प्रतिकृति आदि का प्रदर्शन करते हैं तो मूल रूप से यह आपका मास्टर नोड बन जाता है नाम नोड एक मास्टर नोड बन जाता है ये स्लेव् नोड्स की तरह होते हैं और स्लेव् नोड मूल रूप से जॉब ट्रैकर से अलग अलग कार्यों को प्राप्त करते हैं जिन्हें इनमें से प्रत्येक डाटा नोड पर निष्पादित करना होगा ये कार्य ट्रैकर कार्य पूरा होने के बाद या बीच में भी वे जॉब ट्रैकर को स्थिति अपडेट करते हैं तो यह मूल रूप से मास्टर है और यह आपके अलग स्लेव्स बन जाते है के नाम से जाना जाता है तो MongoDB एक डेटा प्रबंधन उपकरण है जो मूल रूप से डेटाबेस विभिन्न डेटाबेस का समर्थन करता है और विशेष रूप से IIoT के इस संदर्भ में हम NoSQL डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि असंरचित डेटा का हम आम तौर पर अनुभव कर रहे हैं तो NoSQL डेटाबेस MongoDB द्वारा समर्थित है यह MongoDB डेटाबेस मूल रूप से सुनिश्चित करता है कि यह एक डेटाबेस है यह NoSQL डेटाबेस है और यह Hadoop के साथ मिलकर काम करता है इसलिए यह विशेष डेटाबेस प्रदर्शन में सुधार प्रदर्शन को सुनिश्चित करने समग्र अच्छे प्रदर्शन सुनिश्चित करने स्केलेबिलिटी उपलब्धता आदि सुनिश्चित करता है और उद्यम भर में डेटा के समान दृश्य बनाता है तो MongoDB मूल रूप से Hadoop के साथ काम करता है इसलिए Hadoop मूल रूप से जटिल एनालिटिक्स के लिए MongoDB को एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क के रूप में जोड़ता है और विभिन्न अनुप्रयोग MongoDB द्वारा समर्थित हैं जैसे बैच एकत्रीकरण डेटा वेयरहाउसिंग और ETL डेटा इसका मतलब है डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग निकालना यह मूल रूप से डेटाबेस के संदर्भ में ETL है इसलिए ETL डेटा हैंडलिंग तो बैच एकत्रीकरण डेटा वेयरहाउसिंग और ईटीएल डेटा हैंडलिंग ये हडूप के साथ साथ MongoDB की अलग अलग विशेषताएं हैं इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं हमारे पास आपके लिए अलग अलग संदर्भ हैं जिनसे आपको लाभ होगा और यदि आप रुचि रखते हैं तो डेटा प्रबंधन के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है और यदि आप रुचि रखते हैं विशेष रूप से Hadoop बहुत लोकप्रिय है MongoDB बहुत लोकप्रिय है MapReduce भी बहुत लोकप्रिय है ये एक साथ काम करते हैं और इससे आपको बिग डेटा के उचित डेटा प्रबंधन में मदद मिल सकती है जो आमतौर पर IIoT के संदर्भ में अनुभव किया जा रहा है इसके साथ हम अंत में आते हैं और यह विभिन्न संदर्भों है जिसे यहां सूचीबद्ध किया गया है